आज हम प्रकाशिकी प्रयोगशाला के कुछ आधारभूत घटकों के बारे में बात करेंगे अगर आप प्रकाशिकी प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए जाते हैंतो वह क्या सामान्य घटक या आधारभूत घटक है जो कि हम प्रकाशिकी प्रयोगशाला में उपयोग करेंगे यह घटक है दर्पण फिर लेंस फिर प्रिज्म फिर आप कह सकते हैं ग्रेटिंग फिर स्पेक्ट्रोमीटर फिर प्रकाश के स्त्रोत आपको स्पिरिट लेवल की भी आवश्यकता होगी फिर आपको वर्नियर कैलिपर्स या मामूली कैलीपर्स आदि के उपयोग करने के ज्ञान की आवश्यकता होगी अगर आपको अपनी 12 कक्षा का ज्ञान है तो इनमें से अधिकतर उपकरणों के काम करने का सिद्धांत आपको ज्ञात होगा लेकिन यहां मैं फिर से इन सब को दोहरा रहा हूं चलिए अब दर्पण और लेंस के साथ शुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम सामान्यतः 3 तरह के दर्पण उपयोग में लेते हैं समतल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दर्पण परावर्तन के नियम पर काम करते हैं और परावर्तन का नियम हम जानते हैं और हम समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन से परिचित हैं यह एक समतल दर्पण है और यह NO इसका अभिलम्ब है AO आपतित किरण हैं फिर यह दर्पण से परावर्तित होती हैं जहां OB परावर्तित आधार है अभिलम्ब से यह कोण आपतित कोण ɵi और परावर्तित कोण ɵr है कोण दर्पण की सतह से भी परिभाषित किए जा सकते हैं अगर यह कोण ɸi है दर्पण की सतह के साथ आपतित कोण ɸi है और यह दूसरा कोण जो कि परावर्तित होता है सतह के साथ परावर्तन कोण ɸr हैं परावर्तन के ये नियम हमें बताते हैं कि अभिलम्ब या तेंजेंट के साथ आपतन कोण अभिलम्ब या तेंजेंट के साथ परावर्तन के कोण के बराबर है मैंने जो तेंजेंट शब्द का उपयोग किया है वह घुमावदार सतह के लिए मान्य है चलिए अब अवतल दर्पण को देखते हैं यह अवतल दर्पण है यह जो वक्र है यही अवतल दर्पण है यह एक गोले का हिस्सा है यह इस गोले का भाग है एक गोले का एक छोटा हिस्सा अवतल दर्पण है जब यह एक गोला है और इस का मध्य बिंदु C है और आप दर्पण का कौन सा भाग ले रहे हैं वह मध्य वाला यह एक पोल है यह रेखा अक्ष है मैं आपको बताता हूं यहां मैं परावर्तन पर जोर दे रहा हूं एक किरण आ रही है और इस बिंदु पर गिरती है अब यह परावर्तित होती है यह इस बिंदु से परावर्तित हो रही है यह कैसे परावर्तित होती है यह परावर्तन के नियम का पालन करती है इसका मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा हम इसका पता कैसे लगाएंगे इस बिंदु पर आप एक tangent खींच लेंगे आपने tangent खींचीअब tangent के लंबवत में यह गोले की त्रिज्या है यह गोले की त्रिज्या है यहां अब इस बिंदु पर अभिलंब है जहां से कि किरणें परावर्तित होती है यहां भी परावर्तित किरणें इस तरह परावर्तित होंगी कि वह परावर्तन के नियम का पालन करेंगी यह कोण ɵi ɵr के बराबर होगा क्योंकि यह हिस्सा इस छोटे से भाग में है यह एक समतल दर्पण की तरह है समतल दर्पण में किरण आरेख कैसा होगा यहाँ भी इसी तरह की किरण आरेख हम खींच रहे हैंजैसे कि यह तेंजेंट समतल दर्पण है इस समतल दर्पण से यह परावर्तित होता है जैसा हम देख रहे हैं इसी तरह इस बिंदु पर भी यह एक परावर्तित होता है यह यहाँ तेंजेंट भी है इन धुरी के साथ मूल अक्ष को मूल रूप से ध्रुव कहा जाता है और इस गोले का केंद्र यह रेखा मुख्य अक्ष है और यदि प्रकाश इनके साथ आता है आप जानते हैं कि यह अभिलंब है यह इस बिंदु पर अभिलंब है प्रकाश अभिलंब की दिशा में है यह अभिलंब के साथ ही परावर्तित होगा यहां आपतन कोण 0 और परावर्तन कोण भी 0 होगा अब इसी तरह उत्तल दर्पण में अगर आप देखेंगे तो यह इस बिंदु पर आपतित किरण हैअब इस बिंदु से यह परावर्तित होती है यह परावर्तित किरण है यहां हम दोबारा से तेंजेंट खींचते हैं यदि यह समतल दर्पण इस तेंजेंट पर है यह अभिलंब है तो इस अभिलंब के साथ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा यहां मैं इस बात पर भी जोर देता हूं कि दर्पण से परावर्तन चाहे यह समतल दर्पण हो चाहे वक्रीय दर्पण हो परावर्तन होता है और परावर्तन के नियमों के अनुसार होता है अगर मैं सामान्य तरीके से लिखता हूं तो अभिलंब या तेंजेंट के साथ आपतन कोण अभिलंब या तेंजेंट के साथ परावर्तन कोण के बराबर होगा ठीक तब दूसरा नियम जिसे हम प्रायः नजरअंदाज करते हैं परंतु यह बात बहुत महत्वपूर्ण है जब आप इसे बनाते हैं इस समय हम इसे एक कागज के तल पर बनाते हैं इसलिए हम यह महसूस नहीं करते परंतु कभी कभी जब आप प्रयोग करने जाते हैं तो यह दूसरा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप परावर्तित किरणों की अंतरिक्ष में तीन आयामों में खोज करते हैं तब आप किस तरह परावर्तित किरणों को ढूंढ पाएंगे सिर्फ दूसरे नियम के द्वारा ही यह हो सकता है परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतित किरण अभिलंब तेंजेंट और परावर्तित किरण एक ही तल पर होंगी इसका मतलब है यह आपतित किरण है यह इसका अभिलंब है यह तेंजेंट है और यह परावर्तित किरण है यह सभी एक ही तल पर होंगी क्योंकि पहले नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होंगी यहां किरण चाहे यहां इस तल पर हो या इस दिशा में यह अभिलंब के साथ समान कोण ही बनाएगी यह संभव है यह पहले नियम का उल्लंघन किए बिना उसी कोण का एक शंकु बना सकती है परावर्तित किरण इस शंकु पर ɵr कोण के साथ किसी भी दिशा में कहीं भी हो सकती है यह दूसरा नियम निश्चित करता है कि किस दिशा में परावर्तित किरण हमें मिलेंगी यह केवल एक दिशा में होंगी जो है यहाँ पर यह इस दिशा में होगी क्योंकि आपतित औरअभिलंब तेंजेंट इस तल पर हैं तो परावर्तित किरणें भी इसी तल पर होनी चाहिएयह दर्पण का सिद्धांत है चाहे यह समतल दर्पण हो या वक्रीय दर्पण यह हमेशा परावर्तन के नियमों का अनुसरण करता है मैं आपको दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा कई प्रयोगों में हमें इस धारणा की जरूरत होगी यह क्या है यहां दर्पण के ऊपर रोशनी या किरण गिर रही हैं मान लेते हैं कि यह स्त्रोत है और स्रोत से प्रकाश दर्पण पर गिर रहा है लंबवत रूप से गिर रहा है परावर्तित किरणें भी इसी मार्ग का अनुसरण करेंगी मैं यहां परावर्तित किरणों का पता लगाने के लिए सनसूचक रख देता हूं यह धारणा बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रयोग जो एक्स रे के विवर्तन का प्रयोग है वह बहुत ही सामान्य प्रयोग है जो पदार्थ के संरचनात्मक लक्षण को बताता है यहां यह धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस धारणा का उपयोग आप जानते हैं परंतु वास्तविकता में मैंने देखा है कि अगर किसी को इस ज्ञान को वास्तव में एक्स आर डी एक्स रे विवर्तन प्रयोग पर लागू करना होता है अब सामान्यतः इस एक्स आर डी प्रयोग में हम आपतन कोण बदल देते हैं और परावर्तित किरणों का अध्ययन करते हैं परावर्तित किरणें ब्रेग विवर्तन के रूप में मिलती हैंयह कुछ स्थिति में परावर्तन के समान ही है हम कह सकते हैं कि यह ब्रेग विवर्तन हैहमें परावर्तन को भी देखना चाहिएहम आपतन कोण को बदलते हैं और फिर संसूचक् का उपयोग करके परावर्तित किरणों का अध्ययन करते हैं और यह एक्स आर डी प्रयोग है तो अब आपतन कोण कैसे बदलेंगे बहुत आसान तरीका है सामान्यत हम सोचे तो हम इसकी स्थिति को नियमित रूप से घुमाएंगे हम स्त्रोत को घुमाएंगे इसका मतलब यह एक कोण बनाएगा परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए यह परावर्तित होगा इस स्थिति से तुलना करने पर यह स्त्रोत अभिलंब से एक कोण ɵ से घुमाया जाता है अभिलंब से देखते हैं परावर्तित किरण दूसरी दिशा में दूसरे तरीके से ɵ द्वारा घूम जाएंगे या ɵi और ɵr यह दोनों समान होंगे यदि मैं स्त्रोत को घुमाता हूं इसका मतलब आपतित किरणें भी ɵ कोण के साथ घूमेंगे detetor भी परावर्तित किरणों को दूसरी दिशा में ɵ द्वारा को घुमाएगा अबसामान्यतः एक्स आर डी प्रयोग में यह स्त्रोत X स्त्रोत बहुत भारी है और इस स्त्रोत को घुमाना बहुत ही कठिन है पर हमें आपतन कोण को बदलना जरूरी है इसलिए स्त्रोत को घुमाने की बजाय हम दर्पण को घुमाते हैं इस स्थिति में हम पदार्थ को घुमाते हैं पदार्थ की सतह बहुत चिकनी है और यह दर्पण के समान ही है यदि मैं दर्पण को कोण ɵ से घुमाता हूं स्त्रोत उसी स्थिति में है यदि मैं दर्पण को ɵ कोण से घुमाता हूं यह दर्पण पर अभिलंब भी ɵ कोण से घूमेगा इसका मतलब दर्पण के साथ आपतन कोण ɵ होगा अब स्त्रोत स्थिर जगह पर है इस समय संसूचक भी इस जगह था अब यदि मैं स्त्रोत को ɵ कोण से घुमा कर बदल दूं संसूचक भी थीटा से घूमेगा परंतु इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि स्त्रोत स्थिर है यदि मैं दर्पण को ɵ कोण से घुमाता हूंयह आपतन कोण ɵ बनाएगा परंतु अब डिटेकटर 2ɵ से घूमना चाहिए क्योंकि यहां यह परावर्तित किरण है यहां ɵ कोण है परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी जो भी ɵ ही है इस स्थिति से स्त्रोत की स्थिति से परावर्तित किरण या आपतित किरणों की तुलना में परावर्तित किरणें 2ɵ से घुमाई जाती हैं यद्यपि दोनों ही स्थिति में आपतन कोण ɵ है परंतु यदि आप स्त्रोत को घुमाएंगे तो इस स्थिति में संसूचक भी थीटा से घूमेगा लेकिन दूसरी स्थिति में यदि आप दर्पण को घुमाएंगे और आपतन कोण भी ɵ होगा परंतु संसूचक को 2ɵ से घुमाया जाएगा अगर दर्पण को ɵ से घुमाया गया इसका मतलब मैं आपतन कोण को ɵ से बदल रहा हूं संसूचक से परावर्तित किरणों को पकड़ने के लिए हमें संसूचक को भी 2ɵ से घुमाना होगा यह आप जानते हैं परंतु मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं और यह धारणा एक्स आर डी प्रयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है इसलिए मैंने जोर दिया

दर्पण के विषय में चलिए हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं की यह गोलाकार दर्पण है गोले से गोले का एक छोटा हिस्सा लिया जाता है सामान्यतः यह दर्पण है हम इसको यहां बनाते हैं ठीक है पर यह इस गोले का गोलाकार भाग है यह अपर्चर है दर्पण का अपर्चर त्रिज्या है दर्पण का व्यास नहीं है दर्पण की परिधि का व्यास है यह गोला जब आप इस गोलाकार भाग को लेते हैंयह गोलाकार भागइस गोले का व्यास इसका अपर्चर कहलाता है यहां पर MM' अपर्चर है यह इसकी ऊपरी सतह का व्यास या दर्पण का किनारा है अपर्चर हम इसे आपतित किरणों के रूप में उपयोग करते हैं अपर्चर का आकार हमें यह बताता है आपतित किरणों के प्रवेश करने के लिए दर्पण पर कितनी जगह है यहां यह अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है यहां इस दर्पण का केंद्र है इसे धुरी कहते हैं और यहां C त्रिज्या है या वक्रता का केंद्र है या गोले का हिस्सा है यह गोले का केंद्र है ठीक है और यह CP से किरण गुजरती है यहां इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है और यदि आप इस दर्पण से परावर्तन खींचोगे तो आप को परावर्तित किरणें दिखाई देंगी जो एक प्रतिबिंब को निर्मित करती है प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमें किरण चित्र बनाना होगा यहां इसके लिए कुछ नियम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ परावर्तन के कारण होता है परंतु हर समय इस परावर्तन को देखना कोण को मापना आसान नहीं है यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो आप आसानी से किरण चित्र बना सकते हैं यहां तीन विशेष किरणें हैं पहली किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर हैआपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है यह पहली परावर्तित किरणपरावर्तित किरण एक बिंदु F से गुजरती है जिसे फोकल कहते हैं यह एक नियम है जिसका पालन हम किरण आरेख को खींचने के लिए करेंगे दूसरी यह आपतित किरण जो FL से गुजरती है यह F से गुजरती है तो यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी यह मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तीसरी वाली यदि आपतित किरण C से गुजरती है और दर्पण पर गिरती है तब यह भी उसी मार्ग या दिशा में परिवर्तित होगी यह तीन विशेष किरणें हैं जो मैंने आपको बताये हैं कि यह परावर्तन के नियमों का अनुसरण करेंगे यह किरण यहां पर लंबवत गिरती है इसलिए यह लौट जाएगी अन्य स्थिति को भी इसी तरह कोई भी परावर्तन के मूल नियमों से इसे समझा सकता है यह जो भी विशेष किरणें मैंने आपको बताई यह उत्तल दर्पण के लिए भी वैध हैं परंतु यदि आप दर्पण के पिछले हिस्से का विस्तार करते हैं तब इस स्थिति में यह परावर्तित हो जाती हैं वे मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं इस स्थिति में यह किरणें यहां F मिलती हैं यहां यह F है विस्तार किया हुआ यह परावर्तित है जैसे यह परावर्तित किरणें इस बिंदु से आ रही हैं परावर्तित किरणें आती हैं यहां आपतित किरण है और तब यह आपतित किरणें इस स्त्रोत से स्त्रोत यहां है और यहां इस तरह से गुजर रहा है जैसे आपतित किरण का अनुसरण कर रहा है जो इस F गुजर रही हैइन लोगों ने भी यहां इसी तरह विस्तार किया है इस स्थिति में यह केंद्र बिंदु है और वक्रता का मध्य दर्पण की दूसरी तरफ दर्पण के पीछे की तरफ है जो दर्पण के सामने की तरफ है यदि हम किरण चित्र बनाते हैं जैसे अवतल दर्पण के लिएवस्तु की स्थिति पर निर्भर करते वस्तु की स्थिति के आधार पर हम उस प्रतिबिंब को देखेंगे जो अलग अलग दूरी पर और अलग अलग आकार की वस्तु प्रतिबिंब देखेंगे अगर आप की वस्तु अनंत में है या बहुत दूर है तो ठीक इसका मतलब समानांतर किरणें आती है और दर्पण पर गिरती हैं यह प्रतिबिंब दर्पण के केंद्र बिंदु पर केंद्रित होगा और यह एक असली प्रतिबिंब होगा और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब और यह बहुत छोटा बिंदु के आकार का होगा यदि आप वस्तु को C के पीछे रख दें मतलब दूरी CP से ज्यादा है तब आपको यह प्रतिबिंब F और C के बीच में मिलेगा और यह एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होगा यह वस्तु से छोटे आकार का होगा इसलिए हमने इसे बहुत कम लिखा है यदि आप वस्तु को C वक्रता के केंद्र पर रखते हैं आपको प्रतिबिंब भी वक्रता के केंद्र पर मिलेगा और यह एक वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा होगा लेकिन प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होगा यदि आप यहाँ वस्तु रखते हैं इसका मतलब आप दर्पण से वस्तु की दूरी को घटा रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार हमें बड़ा और बड़ा मिलता जाता है और प्रतिबिंब बाहर की तरफ स्थानांतरित होता जाता है अब यह फोकस पर था अब यहां प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के मध्य में है अब केंद्र से परे नहींअब वक्रता के केंद्र से परे अब अनंत पर हैं अब यह दर्पण से परे है यदि आपके दर्पण की स्थिति F और P ध्रुव के बीच की है वस्तु की दूरी फोकल लंबाई से कम है तब प्रतिबिंब आपको दर्पण के पीछे यानी कि दर्पण से परे मिलेगा और यह आभासी हो जाएगा और इस मामले को उल्टा कर देतो आपको आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और इसे बड़ा किया जाएगा इनकी स्थिति प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार जो भी मैंने अवतल दर्पण के बारे में बताया उत्तल दर्पण के लिए भी आपको यही बात मिलेगी चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने इससे बनाने की कोशिश की है मैं आपको दिखाता हूं ऐसी स्थिति में वस्तु अनंत पर है समानांतर किरणें आती हैं वे यहां इस बिंदु पर मिलती हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रतिबिंब बिंदु के आकार का होगा बहुत छोटे आकार का अब वस्तु को C के पीछे रखते हैं यह C वक्रता का केंद्र है यदि यह वस्तु है तो हमें प्रतिबिंब C और F के बीच में मिलेगा अब अगर यह केंद्र में है वस्तु वक्रता केंद्र C में है तो आपको प्रतिबिंब उसी बिंदु पर C पर मिलेगा लेकिन ये एक उल्टा है यह वास्तविक है वास्तविक उल्टा और आकार बढ़ रहा है इस स्थिति में समान आकार का होगा अन्य के लिए भी वैसे ही कोशिश करते हैं यदि आप अन्य तीन के लिए इसे बनाते हैं तो आप देखेंगे कि यह छवि एक बार और बड़ी हो जाएगी जब आपको कोशिश करनी चाहिए अब हम प्रकाशिकी के दूसरे घटक जो प्रकाशिकी में बहुत महत्वपूर्ण घटक है उस पर चलते हैं वह गोलाकार लेंस है इसके पहले मैं कहता हूं इस स्थिति में यह अपवर्तन का नियम होगा अपवर्तन का नियम ही लागू होगा इस समय यह अपवर्तन है परावर्तन नहीं अपवर्तनठीक है दर्पण हमेशा परावर्तन के नियम का पालन करता है जबकि लेंस हमेशा अपवर्तन के नियम का पालन करता है अपवर्तन क्या है आप जानते हैं कि यह आपतन कोण हैं और यह अपवर्तन कोण अपवर्तन केवल दो माध्यमों के इंटरफेस पर ही संभव है जहां दोनों माध्यमों का अलग अपवर्तक सूचकांक n1 और n2 हो कोण है θi θr अपवर्तन कोण है इस समय यहां अपवर्तन कोण है पहले मैंने कहा था की θr परावर्तन कोण है अपवर्तन का नियम है कि n1 sin θi n2 sin θr यहां स्नेल का नियमSnell's law है आप अच्छी तरह परिचित हैं और आपतित किरणें परावर्तित किरणें अभिलंब और तेंजेंट एक ही सतह पर होते हैं यहां यह आपतित है यह अभिलंब है और यह परावर्तित है यह सभी एक सतह पर होंगी उसी तरह जैसे परावर्तन के दूसरे नियम में यह तेंजेंट है जैसा मैंने बताया था इस स्थिति में उत्तल और अवतल लेंस एक वक्रीय सतह है यहां भी हम जो भी किरण आरेख बनाते हैं अपवरतित किरणे आपतित किरणे और फिर परावर्तित किरणे जिस भी दिशा में परावर्तित किरणें जाती हैं यह परावर्तन के नियम का पालन करती हैं यहां मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं की समतल सतह पर आप जिस भी तरह से देखो आप अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं वक्रीय सतह भी इसी नियम का अनुसरण करता है सिर्फ भिन्नता यह है कि आपको वक्रीय सतह पर आपतित किरण के बिंदु का विचार करना होगा वहां आपको एक तेंजेंट खींचनी होगी और आपको यह सोचना होगा कि यह तेंजेंट इस सतह की तरह ही सतह है अब यदि आप तेंजेंट पर एक अभिलंब खींचते हैं इस तरह खींचते हैं तो अभिलंब से यहां अपवर्तन होगा और यह अपवर्तन स्नेल के नियमSnell's Law का पालन करेगा अपवर्तन कोण भी इस तरह होगा कि वह स्नेल के नियम का पालन करेगा चाहे यह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस दोनों ही के लिए दोनों वक्रीय सतह के लिए यह जो भी किरणें परावर्तित किरणें हम बना रहे हैं यह अपवर्तन के नियम का पालन करती हैं इस स्थिति में भी इसी तरह से मैं सोचता हूं मैंने यहां लिखा है इस स्थिति में भी यहां यह मुख्य अक्ष है यहां दो वक्रीय सतह है दर्पण में आपने देखा था कि एक ही वक्रीय सतह होती है यहां वक्रता का केंद्र C है इस स्थिति में C1 और C2 वक्रता के दो केंद्र है F1 और F2 दोनों वक्रता की त्रिज्या है यह दोनों समान हो सकती हैं या नहीं भी सामान्यतः इसका अध्ययन हम प्रयोगशाला में करते हैं समान वक्रता होने पर दोनों वक्र की समान वक्रता त्रिज्या होगी इसकी दो वक्रता त्रिज्या होंगी एक इस तरफ दूसरी इस तरफ प्रायः पहली प्राथमिक वक्रता लंबाई और दूसरी द्वितीय वक्रता लंबाई कहलाती है प्राथमिक वक्रता लंबाई और द्वितीय वक्रता लंबाई कैसे परिभाषित की जाती है यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है यह इस पर निर्भर करता है की किरणें किस दिशा से गिर रही है या पड़ रही हैं प्राथमिक वक्रता लंबाई को हम F1 कहते हैं यदि हम प्रकाश के स्त्रोत को केंद्र बिंदु पर रखें तो हम समानांतर किरणें प्राप्त कर सकते हैं यह वक्रता लंबाई प्राथमिक वक्रता लंबाई कहलाती है और जब समानांतर किरणें इस लेंस पर पड़ेगी और यह अपवर्तक किरणों से मिलेंगी तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से गुजरेंगे इसे हम इसे हम द्वितीय वक्रता लंबाई कहते हैं इस तरह से हम प्राथमिक और द्वितीय वक्रता लंबाई को परिभाषित करते हैं परंतु मुझे नहीं लगता किसका अधिक महत्व है यदि दोनों वक्रता समान हैं तो फोकल लंबाई OF1 है यहां O ऑप्टिकल केंद्र है जो मध्य में है सभी दूरियां जहां से नापी जाती हैं इस ऑप्टिकल केंद्रों से और अन्य मामलों में दर्पण में सारी दूरियां धुरी से नापी जाती हैं मैंने यह नहीं बताया था यहां बीच में P अक्ष की धुरी कहलाता है सभी दूरियां यहां धुरी से नापी जाती हैं और यहां सभी दूरियां इस लेंस के केंद्र से मापी जाती हैं मैंने यहां उत्तल और अवतल लेंस के लिए किरण आरेख बनाया है एक बात आप देख सकते हैं कि दर्पण या अवतल दर्पण के मामले में आम तौर पर उत्तल लेंस के समतुल्य किरण चित्र होता है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस किरण आरेख लगभग समान हैं अब इस लेंस या दर्पण के उपयोग का उद्देश्य है कि हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना पाए दर्पण या लेंस की विशेषताएं इसकी वक्रता त्रिज्या या फोकल लंबाई के रूप में बताई जाती हैं इसलिए अब पहला मापदंड है फोकल लंबाई F और वक्रता त्रिज्या r जबकि दूसरा मापदंड है कि मैं वस्तु को कहां रखता हूं इस दूरी को हम प्रायः वस्तु दूरी के रूप में बताते हैं फोकल लंबाई अगर यह ऑब्जेक्ट दूरी है और इसे हम u से व्यक्त करते हैं और तब यह प्रतिबिंब कहां बनता है प्रतिबिंब की धुरी से दूरी दर्पण के लिये और प्रतिबिंब की ऑप्टिकल केंद्र से दूरी लेंस के लिये यह वह दूरी है इसे हम v के रूप में बताते हैं यह एक दूसरे से सम्बंधित हैं और मैं आपको यह संबंध बताऊंगा दर्पण के लिए यह है 1v 1u1f ठीक है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से अलग है इसे हम मैग्नीफिकेशन के रूप में व्यक्त करेंगे यह आवर्धकमैग्नीफिकेशन n प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से विभाजित करने से प्राप्त होता है जो कि vu के बराबर होता है और लेंस के लिए यह संबंध 1v 1u1f होता है और आवर्धक प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से विभाजित करने से प्राप्त होता है जो कि vu प्राप्त होता है यहां यह अंतर सांकेतिक संबंध मैं है आवर्धन के साथ साथ यह लेंस और दर्पण संबंध समान है यदि आप साइन कन्वेंशन का पालन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यदि आप वस्तु को दर्पण या लेंस के बाई तरफ रखेंगे तो प्रतिबिंब या तो दाईं तरफ या बाएं तरफ होगा इस चिन्ह से आप यह भी बता सकते हैं कि जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है क्या यह उलटा है या सीधा अगर आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं तो वह सब जानकारी हम इस चिह्न के द्वारा बता सकते हैं यह साइन कन्वेंशन सामान्यतः कार्तीय समन्वय प्रणाली का अनुसरण करता है यह x अक्ष है यह y अक्ष है और यह z अक्ष है z अक्ष को छोड़ देते हैं आइए हम सिर्फ 2 आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं यदि यह लेंस या दर्पण की स्थिति है तो दूरी या तो ध्रुव से या ऑप्टिकल केंद्र से मापी जा सकती है यदि यह वस्तु है और यह इसकी ऊंचाई h है यह मुख्य अक्ष से ऊपर की दिशा में है अर्थात् यह y अक्ष की दिशा में है ठीक है1 धनात्मक y अक्ष इसलिए यह धनात्मक ली जाएगी यदि प्रतिबिंब या वस्तु इस नीचे की दिशा में है यह ऋणआत्मक y अक्ष है यह ऋणआत्मक ली जाएगी इसी प्रकार यदि वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव या ऑप्टिकल केंद्र से शुरू होती है तब दूरी को मापने के लिए हमें इसके विपरीत जाना होगा मतलब किरणों के विपरीत दिशा में मापना होगा यह आपके किरणों के आपतन की दिशा है हमें आपतन के विपरीत दिशा से वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को मापना चाहिए इसका मतलब इस दिशा में यह नेगेटिव x दिशा है यह दूरी हम ऋणआत्मक लेंगे यदि हम वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को आपतित किरण की दिशा में मापते हैं इसका मतलब यह दिशा पॉजिटिव x दिशा होगी तब यह दूरी हम धनात्मक लेंगे u और v यह या तो धनात्मक होगी या ऋणआत्मक होगी या वस्तु ऊंचाई भी धनात्मक या धनात्मक होगी यह हम पता लगा सकते हैं पता लगाने के लिए हम साइन कन्वेंशन का पालन करेंगे मैं सोचता हूं कि यह जानकारी अतिरिक्त ज्ञान है जब हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते वक्त करते हैं तब हमें इस जानकारी की आवश्यकता होती है परंतु हमें इस जानकारी को प्रयोगशाला में जरूर उपयोग करना चाहिए फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे आप ओम का नियमOhm's Lawजानते हैं कोई भी विद्यार्थी ओम का नियमOhm's Law बता देगा परंतु जब हम प्रयोगशाला में ओम का नियमOhm's Law के सत्यापन के लिए जाते हैं हमें धारा को बदलना होता है और वोल्टेज को मापना होता है हम वोल्टेज में परिवर्तन को देखते हैं या उसके विपरीत और तब हमें यह पता लगाना होता है कि I और v के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है परंतु हम ओम का नियम जानते हैं लेकिन जब हम प्रयोगशाला में इसे सत्यापित करने जाते हैं तो हमें काफी परेशानियां आती हैं यह मेरा अनुभव है जो मैंने देखा है जो भी परिभाषाएं हमने सीखी हैं यह एक अलग बात है पर जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं हम उपकरणों का उपयोग करते वक्त उन सभी सिद्धांतों के बारे में नहीं सोचते जो हमने कक्षा में सीखे हैं पर ऐसा नहीं है हमने ohm's law सीखा है हम अच्छी तरह से जानते हैं जो भी मैंने आपको बताया आप अच्छी तरह जानते हैं लेकिन जब भी हम प्रयोगशाला में जाएं हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रयोगशाला में करने जा रहे हैं वहां हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए जो भी हमने सीखा और जब हम प्रयोग कर रहे हैं हमें वापस उस सिद्धांत की तरफ देखना चाहिए अगर आप इन दोनों सिद्धांतों को जो भी हमने सीखी हैं उन्हें जोड़ सकते हैं और आपको यह विश्वास है कि आप इन्हें प्रयोगशाला में प्रयोगों में भी लागू कर सकते हैं तो आप प्रयोग आसानी से कर पाएंगे और उन्हें आसानी से समझ भी सकते हैं इसीलिए यह सारी चीजें जो आप जानते थे मैंने सिर्फ दोहराई हैं यहां मैं समाप्त करता हूं Thank you धन्यवाद